हम आज कुछ और रैखिक बीजगणित करेंगे विशेष रूप से हम मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे और ओपनएमपी का उपयोग करके समानांतर में कैसे करते हैं कई अलग अलग फैक्टराइजेशनस हैं जो आप मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं हम एक सबसे सरल चुनेंगे जिसे एलयू फैक्टराइजेशन कहा जाता है तो एलयू फैक्टराइजेशन में क्या होता है तो आपके पास एक मैट्रिक्स A है और आप इसे 2 मैट्रिसेज L और U में फ़ैक्टराइज करते हैं जहाँ A एक पूर्ण मैट्रिक्स हैसही है L एक निचली त्रिकोणीय मैट्रिक्स है और U एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स है तो सामान्य तौर पर आप किसी भी m x n मैट्रिक्सको इस तरह से फ़ैक्टराइज कर सकते हैं लेकिन एक्सपोजीसन में आसानी के लिए मैं सिर्फ एक साधारण n x n फैक्टराइज़ेशन के बारे में बात करूँगा तो हम A को n x n मानेंगे ठीक है तो हम एलयू फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं इसलिएएलयू फैक्टराइजेशन का एक उपयोग यह है कि अगर आपको Ax b समीकरणों की एक प्रणाली को हल करना है तो आप जो कर सकते हैं वह है A को LU में फैक्टराइज़ कर सकते हैं सही तो यह L Ux b बन जाता है अब x क्या है x की गणना इस तरह से की जा सकती है तो Ux क्या है Ux एक वेक्टर है U एक मैट्रिक्सहै x एक वेक्टर है इसलिए मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्टएक वेक्टर है इसे x कहते हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन Lxb तो आप इसे हल कर सकते हैं क्यों क्योंकि यह एक निचली त्रिकोणीय मैट्रिक्स गुड़ा एक वेक्टर x है जो वेक्टर 'b के बराबर है सही है इसे हल करना आसान है बैकप्रतिस्थापन सेआप इन मान का उपयोग करके सीधेx1 के मान को पढ़ सकते हैं तो हम जल्द ही एक उदाहरण देखेंगे तो आप इसे बैक प्रतिस्थापन का उपयोग करके कर सकते हैं और आपको x का मान मिलता है ठीक है और एक बार आपके पास x का मान है अब आप जानते हैं कि Uxके बराबर x था तो अब फिर से U क्या है U एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स है एक वेक्टर के बराबर गुणा इसलिए यह है x आप पहले से ही x को जानते हैं आप U को जानते हैं इसलिए आप x को फिर से बैक प्रतिस्थापन का उपयोग करके हल करते हैं तो यह वास्तव में एक ऑपरेशन है जिसे रैखिक बीजगणित में TRSV या त्रिकोणीय सॉल्व वेक्टर के साथ के रूप में संदर्भित किया जाता है त्रिकोणीय मैट्रिक्स के साथ चर के एक सेट के लिए हल करें जहां दाहिने हाथ की तरफ एक वेक्टर है तो यह भी TRSV है बस एक निचली त्रिकोणीय के बजाय आपके पास एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स है तो TRSV इस रूटीन का नाम है और अधिकांश सबसे आम लाइब्रेरी में इसलिए सबसे आम लाइब्रेरी BLAS है ठीक है बेसिक लिनियर अलजेब्रा सबरूटीन जो आपको नेट पर आसानी से मिल जाएगा तो वह नाम इस विशेष रूटीन को दिया गया है आप LU में A को कैसे फैक्टराइज करते हैं आप LU को A से कैसे निकालेंगे तो यह गाऊसी उन्मूलन का उपयोग करके किया जाता है ठीक है आप सभी ने किसी न किसी बिंदु पर कुछ किया होगा तो क्या करना है हम जल्दी से एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से चलेंगे और देखेंगे कि यह कैसे हल किया जाता है और फिर हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि ब्लॉकसका उपयोग करके कुशलता से कैसे लागू किया जाएसहीआप एक कुशल कार्यान्वयन चाहते हैं और यह भी कि आप ओपनएमपी का उपयोग करके इसे कैसे समानांतर कर सकते हैं आइए हम मूल बातों से शुरू करेंसही इसलिए मैं समीकरणों के एक सरल सेट पर विचार करने जा रहा हूं तो हम कहते हैं कि आपको एक सिस्टम दिया गया है x1 2x2 3x3 14 3x1 x2 4x3 17 और 5x1 3x2 x3 14 तो हम क्या करते हैं हम इसे Axb के रूप में लिखते हैं और यहां A क्या है A 1 2 3 3 1 4 5 3 1 मैट्रिक्स है सही x निश्चित रूप से आपके चर x1 x2 x3 है सही और b क्या है b दायां हाथ है जो 14 17 14 है यह स्पष्ट है कि Axb वह है जो यह प्रणाली दरसाता है तो अब मैं जो चाहता हूं A का LU विघटन हैसही इसलिए मुझे कुछ समय के लिए x और b के बारे में भूल जाने दें और मुझे केवल A पर ध्यान केंद्रित करने दें और मैं इसे फैक्टराइज करना चाहता हूं तो मैं A को ऐसा लिख सकता हूं सही है मैं सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर रहा हूं इससे कुछ भी नहीं बदलता है तो धीरे धीरे मैं क्या करने जा रहा हूं मैं इस मैट्रिक्स को L में बदलने जा रहा हूं और मैं इस मैट्रिक्स को U में बदलने जा रहा हूं सही मेरा मतलब है कि यह मानक सामान है आपने यह सब पहले देखा है बस मैं इसे मैट्रिसेस के रूप में फिर से लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप आप जानते हैं इससे परिचित हों ताकि आपको याद रहे कि यह क्या हुआ करता था ताकि हम पैरलिज्म की बात कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैं इसे एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स में कैसे परिवर्तित करूं इसलिए गाऊसी उन्मूलन तो मैं क्या करूं मेरे द्वारा की जाने वाली पहली चीज मैं कहता हूँ 'R2 ← R2 3R1' सही और 'R3 ← R3 5R1' इसके परिणामस्वरूप क्या होता है मुझे पहले दाहिने हाथ की ओर लिखने दीजिएपहली पंक्ति वही रहती है ठीक पंक्ति 2 बन जाती है इसलिए यह 0 बन जाएगा सही इस प्रविष्टि का क्या होगा R2 ← R2 3R1इसलिए 1 6यह 5 हो जाएगाठीक 4 - 33 4 - 9 5 ठीक अब हम R3 को देखते हैं R3 ← R3 5R1 तो यह 0 हो जाता हैफिर से यह मेरा इरादा था मैं पहली प्रविष्टि के नीचे पहला कॉलम 0 बनाना चाहता था ठीक दूसरी प्रविष्टि का क्या होता है 3 - 52 3 - 10 7 और 1 - 53 छात्र 14 14 तो इस मैट्रिक्स से क्या गुणा करने पर मुझे A वापस मिलेगा तो यहाँ आपको जो समझना है सही है तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 0 0 लिखता हूँ तो जब मैं इस मैट्रिक्स के साथ इसे गुणा करता हूं तो आउटपुट मैट्रिक्स क्या होता है मेरा मतलब है मैंने पूरा बाएं हाथ की मैट्रिक्स नहीं लिखा हैलेकिन मैंने अभी इसका एक भाग लिखा हैलेकिन जब मैं इसे गुणा करता हूं तो मुझे दाहिने हाथ की तरफ क्या मिलता है छात्र पहली पंक्ति पहली पंक्ति सही और यह अछूता है कि यह पंक्ति क्या कह रही है कि दाहिने मैट्रिक्स सही की पहली पंक्ति लेंदूसरी पंक्ति में इसे 0 बार जोड़ें तीसरी पंक्ति में इसे 0 बार जोड़ें तो क्या होता है जब आप इसे पहले कॉलम से गुणा करते हैं दाएं पहली प्रविष्टि पहली पंक्ति प्रविष्टि से गुणा हो जाती हैदूसरी प्रविष्टि दूसरी पंक्ति प्रविष्टि से गुणा हो जाती है इसलिएवह दूसरी पंक्ति प्रविष्टि का स्केलिंग फैक्टर है और तीसरा एलिमेंट तीसरी पंक्ति प्रविष्टि से गुणा हो जाता है तो यह तीसरी पंक्ति प्रविष्टि का एक स्केलिंग फैक्टर हैऔर आप इस पहली पंक्ति को दाएं हाथ की तरफ के हर स्तंभ के साथ गुणा करते हैं परिणामी मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का उत्पादन करते हैं सही इसलिए मुझे आशा है कि व्याख्या स्पष्ट है ठीक है तो अब मुझे बताओ कि दूसरी पंक्ति क्या होगी तो मैंने इस मैट्रिक्स को पाने के लिए क्या किया 'R2 ← R2 3R1'तो मैं दूसरी प्रविष्टि के लिए क्या करूं ताकि मुझे A वापस मिल जाए छात्र 3 1 0 3 1 0बिलकुल तो मैंने क्या किया मैंने कहा 'R2 3R1' 'R2 ← R2 3R1'इसलिए अगर मैं A पर वापस जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है मुझे कहना होगा 'R2 ← R2 3R1' छात्रहां इसलिए अगर मैं कहूं R2 ← R2 3R1'यही अब दूसरी पंक्ति कह रही है दूसरी पंक्ति कह रही है R2 ← R2 3R1'ठीक है और यह प्रविष्टि क्या बन जाएगी 5 0 1 और जैसा कि आप देख सकते हैं सही हर बार जब मैं किसी पंक्ति पर काम करने जा रहा हूं और मैं केवल कुछ पिछली पंक्ति के कुछ फैक्टर को जोड़ घटा या जोड़ रहा हूं तोयही कारण है कि मैं गॉसियन उन्मूलन में क्या करता हूं इसलिए बाएं हाथ की यह मैट्रिक्स निचली त्रिकोणीय है तो अब मेरे द्वारा आगे क्या किया जा सकता है तो अब मैं इस प्रविष्टि को 0 करना चाहता हूंसही तो मैं ऐसा कैसे करूं तो मैं कहने जा रहा हूं R3 ← R3 75 R2 मैं यहां केवल गुणांक देखता हूं मैं विकर्ण प्रवेश पर गुणांक देखता हूं और मैं फैक्टर द्वारा घटाता हूंसही तो अब मुझे क्या मिलने वाला है इसलिए मुझे इस मैट्रिक्स को बाद में लिखने दें लेकिन मुझे ऐसा करने दें इसलिए 1 2 3 पहली पंक्ति अछूती रहती है दूसरी पंक्ति अछूती रहती है और तीसरी पंक्ति क्या होती है यह 0 हो जाता है यह 0 हो जाता है और इस प्रविष्टि में क्या होता हैR3 ← R3 75 R2 14 5 और 5 रद्द कर देगा 7 सही इसलिए 7 ठीक है और बाएं हाथ की मैट्रिक्स का क्या होता है तो यह अछूता रह गया है यह अछूता रह गया है और अब मैंने ऑपरेशन किया है 'R3 ← R3 75 R2' वापस जाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा 'R3 ← R3 75 R2 तो घर पर इसके साथ कुछ समय बिताएंठीक आप इससे परिचित हो जाएंगे यह मुश्किल नहीं है तो आप इन्हें गुणा कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं तो यह एलयू फैक्टराइजेशन सही हैयह आपका L है और यह आपका U है यदि मैं समीकरणों की एक प्रणाली को हल करने के लिए इस एलयू फैक्टराइजेशन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कि इस उदाहरण में मेरे पास क्या था तो मैं ऐसा कैसे करूंगा तो जैसा कि मैंने कहा ठीक इसलिए यह LUxb Axb वह जगह है जहां मैंने शुरू किया था इसलिए मैं फिलहाल Ux x लेने जा रहा हूं तोLxb इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि 1 0 0 3 1 0 5 75 1 x1 x2 x3 14 17 14 तो मैं इसे कैसे हल करूं तो x1सीधे मैं इसे पढ़ सकता हूं ठीक है इसलिए1 x114यह वापस प्रतिस्थापन है इसलिए x114 x2 के बारे में क्या इसलिए 3x11x217 तो उसका क्या मतलब हुआ 3x217 or x217 42 जो 25 है और अंत में आप अंतिम इक्वलिटी में x1 औरx2 को प्रतिस्थापित करते हैं और आपको क्या मिलता है575x314 इसका तात्पर्य क्या है यह बताता है कि ठीक है तो अब मुझे मिल गया है x1 x2 x3 तो मुझे मेरा x1 मिल गया है और अब मैं x के लिए हल करूंगा सही इसलिए मैं कर सकता हूं Uxx तो U क्या है 1 2 3 0 5 5 0 0 7 U है ठीक है इस बार x1 x2 x3 बराबर है 14 25 21 के तो यह मुझे क्या देता है 7x3 21 So x33 दूसरा समीकरण मुझे क्या देता है 5x2 5x3 5x2 15 25ठीक तो मुझे देता है कि x2 के बराबर है तो यह माइनस 10 हो जाएगा 5x2 10 या x22 ठीक और अंत मेंx12x2 3x3x1223314 और इसका तात्पर्य है कि x114 131 तो यह आपका बैक प्रतिस्थापन है